सभी को नमस्कार पिछली कक्षा में हमने शिफ्ट रजिस्टर के कुछ एप्लीकेशन देखे और वहां हमने देखा कि सीरियल आउट का फीडबैक सीरियल इन के रूप में सीक्वेंस जनरेशन रिंग काउंटर जॉनसन काउंटर बना सकता है हम इस कक्षा में लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर और इसके विभिन्न उपयोगों को देखेंगे तो लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर से हमारा वास्तव में मतलब है कि शिफ्ट रजिस्टर आउटपुट कि लेंथ Length लेंथ अगर 8 है तो आप x1 x2 x3 जैसे x8 मान सकते हैं तो यह एक ब्लॉक में जा रहा है जहां एक फीडबैक फ़ंक्शन है और वह फीडबैक फ़ंक्शन आउटपुट उत्पन्न कर रहा है और उस आउटपुट को सीरियल इन के रूप में दिया जा रहा है और जब हम लीनियर कहते हैं तो इस सामान्य मामले में लीनियर का अर्थ है कि यह फ़ंक्शन एक लीनियर रिलेशनशिप है जो इक्वेशन Equation समीकरण आपके पास है वह एक लीनियर रिलेशनशिप है तो इस मामले में हम इसे इस तरह लिखते हैं C1x1 प्लस C2x2 से लेकर C8x8 तक और ये कोएफ़िशिएंट्स Coefficients गुणांक या तो 0 या 1 हैं यह एक बाइनरी Binary द्विआधारी दुनिया है तो यह 0 या 1 है तो 0 का मतलब है इस वैल्यू का उपयोग नहीं किया गया है तो दूसरे अर्थ में इस फीडबैक फ़ंक्शन जनरेशन लॉजिक के लिए इस शिफ्ट रजिस्टर आउटपुट से कोई कनेक्शन नहीं लिया गया है तो वह नहीं है y C1x1 C2x2 C3x3 C4x4 C5x5 C6x6 C7x7 C8x8 और अगर 1 मौजूद है उसका मतलब है कि उसका कनेक्शन है तो ऐसे Cis को परिभाषित किया गया है या तो 0 या 1 - कनेक्शन मौजूद है या कनेक्शन मौजूद नहीं है और यह प्लस ऐड ऑपरेशन है जो XOR के माध्यम से प्राप्त किया जाता है तो यह सर्किट इस तरीके से बनाया जाता है और यदि हम एक उदाहरण देखते हैं तो y है x1 प्लस x2 प्लस x7 इसका क्या मतलब है y x1 x2 x7 तो एक्स 1 एक्स 2 और एक्स 7 तो इन तीन कनेक्शंस का उपयोग किया जाता है इन तीन कनेक्शंस का उपयोग किया जाता है और ये तीन इनपुट हैं जिन्हें यहां ऐड किया गया है इस शिफ्ट रजिस्टर के इन तीन आउटपुट को यहाँ ऐड किया गया है और इनपुट के रूप में इनपुट y पर सीरियल इन के रूप में दिया गया है उदाहरण के लिए यदि फ्लिप फ्लॉप यह शिफ्ट रजिस्टर शुरू में इसे 1 0 0 1 1 0 1 1 से लोड किया है फिर एक्स 1 एक्स 2 और एक्स 7 पर ये वैल्यू हैं जो बोल्ड में है फिर y 1 XOR 0 XOR 1 1 हो जाएगा तो वैल्यू 0 है तो फीडबैक 0 जाएगा तो क्लॉक ट्रिगर के साथ क्या होगा तो यह 0 यहाँ आएगा तो बाकी सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 यहाँ पर आएगा तो उस समय आपके x1 x2 x7 वे हैं जो बोल्ड में हैं यहां फिर से 0 1 0 तो 0 1 0 तो अब वैल्यू 1 है तो अगली वैल्यू 1 अंदर आएगी है और बाकि सभी वैल्यू शिफ्ट हो जाएँगी और जब हम नॉन लीनियर कहते हैं तो इसका मतलब है कि ऐड ऑपरेशन छोड़ के होगा तो यह x1 एंड x2 है फिर x7 के साथ ऐड तो ये नॉन लीनियर फीडबैक के अंतर्गत आती हैं जिनके बारे में हम यहां चर्चा नहीं कर रहे हैं हमारा विषय लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर है y x1x2 x7 तो हमने जो देखा है उसे एक तरीके से पुनर्परिभाषित किया है जिसके द्वारा हम फीडबैक पोलीनोमिअल टर्म का परिचय देते हैं तो इसमें x1 x2 से x8 तक के बजाय हम इस शिफ्ट रजिस्टर आउटपुट को जिसकी लेंथ आठ है उसे x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 x की पावर 4 वगैरह x की पावर 8 तक रिप्रेजेंट करते हैं जैसा आप जानते हैं तो उनमें से प्रत्येक को 1 यूनिट Unit इकाई से डिले किया जाता है तो 1 यूनिट से डिले d 2 यूनिट से डिले - dd - d स्क्वायर तो d क्यूब d 4 तो यह विचार है तो इस अर्थ में आपको x की पावर 8 तक प्राप्त हुआ है और इसके इनपुट के लिए कोई डिले नहीं है यह एक क्लॉक ट्रिगर के बाद आउटपुट पर आएगा तो इस इनपुट को x की पावर 0 या 1 x की पावर 0 या 1 के रूप में दर्शाया गया है f 1 C1x1 C2x2 C3x3 C4x4 C5x5 C6x6 C7x7 C8x8 तो यह 1 आप पोलीनोमिअल में देखेंगे कि फ़ंक्शन जो आपको पता है रिप्रेजेंट किया जा रहा है और आमतौर पर कई मामलों में चूंकि इसकी लेंथ 8 है लेंथ 8 की आवश्यकता है तो x की पावर 8 तक भी यह दिखाई देगा यदि यह लेंथ n का है तो x की पावर n के भी होने की उम्मीद है लेकिन बिना इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है पोलीनोमिअल को जेनेरेट करने का और जहां भी कनेक्शन है जिसका मतलब है कि ये Ci 1 हैं वहाँ कनेक्शन है अन्यथा यह 0 है तो n बिट शिफ्ट रजिस्टर के लिए डिग्री n होगी यहां 8 बिट है तो डिग्री 8 है और ये कुछ उदाहरण हैं और अगर यह x8 x7 और x1 है तो x8 x7 और x1 तो x 8 x 7 और 1 यह 1 है तो वास्तव में इसका क्या मतलब है f x8 x7 x4 x2 x 1 f x8 x7 x2 x 1 f x8 x7 1 तो इन दोनों को XOR किया जा रहा है और इनपुट के रूप में दिया जा रहा है तो इस पोलीनोमिअल का यह अर्थ है बिट 7 और 8 से कनेक्शन XOR हैं और सीरियल इनपुट के रूप में बिट 1 को दिया जाता है अब ऐसी व्यवस्था से सूडो रैंडम सीक्वेंस जेनेरेट किया जा सकता है सीक्वेंस जनरेटर हमने देखा है जहां हमने एक विशेष लेंथ देखी थी अगर यह 8 बिट है तो आप जानते हैं यह 8 बिट लंबा था यहां हम देखते हैं कि जब हम किसी विशेष तरीके से जोड़ते हैं तो क्या होता है तो यहाँ 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर है तो यह 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर यह S और T XOR है और इसे सीरियल इन के रूप में दिया गया है तो पोलीनोमिअल के संदर्भ में फीडबैक पोलीनोमिअल अभी हमने परिभाषित किया है यह x की पावर 3 है और यह x की पावर 4 है और यह और यह इनपुट 1 है तो हम इसे x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 के रूप में दर्शाएंगे f x4 x3 1 इस व्यवस्था को फिर से लिखा जा सकता है क्योंकि इसका अर्थ वही है तो अगर यह होता है तो हम देखते हैं कि कैसे क्लॉक के साथ ये स्टेट कैसे बदलेंगे और प्रत्येक मामले में सीरियल इन क्या होगा तो यह है अगर इसे 0 0 0 0 के साथ इनिशियलाईज किया है तो क्या होगा यदि यह सब 0 0 0 0 है तो 0 0 XOR आउटपुट 0 है तो यह 0 इनपुट में दिया जाएगा तो फिर से अगली वैल्यू 0 0 0 0 होगी तो यह लॉक्ड रहेगा तो इसे 0 0 0 0 के साथ इनिशियलाईज नहीं करना चाहिए तो हम सभी को क्लियर के बजाय प्रीसेट मानते है सभी फ्लिप फ्लॉप को प्रीसेट किया है और इसे 1 1 1 1 के साथ इनिशियलाईज किया गया था यदि प्रीसेट का विकल्प नहीं था तो यह सीरियली या पैरेलली लोड किया गया था लेकिन किसी तरह से हमने शिफ्ट रजिस्टर को 1 1 1 1 के साथ इनिशियलाईज किया है तब फिर क्या होगा ये S और T XOR हैं 1 और 1 XOR हैं तो सीरियल इन 0 होगा तो अगली वैल्यू 0 1 1 1 होगी उसके बाद यह 1 और 1 फिर से यह 1 और 1 XOR यह 0 है तो फिर से 0 आता है और बाकी सभी चीजें शिफ्ट हो जाती हैं तो यह 0 0 1 1 है तो यह 1 1 फिर 0 तो यह 0 0 0 1 अब 0 और 1 है यह 1 है तो यह 1 0 0 0 है इस तरह आप इसे जारी रख सकते हैं आप इसे कर सकते हैं और आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं सीक्वेंस जनरेटर के विपरीत जो आपको पता था लेंथ 4 इस मामले में यह आउटपुट जो है आप जानते हैं कि आप इसे अंतिम आउटपुट के रूप में ले सकते हैं यह जारी रहेगा लेंथ 15 तक उसके बाद फिर से यह दोहराना शुरू कर देता है यह फिर से दोहराना शुरू कर देता है और संख्याएँ जो आप यहाँ इन 0 और 1 को देख सकते हैं यह वही है जो सूडो रैंडम के रूप में जाना जाता है यह पूर्ण रूप से रैंडम नहीं है क्योंकि यह कुछ समय बाद दोहराएगा और यदि आपके पास इन n बिट शिफ्ट रजिस्टर की संख्या है n की वैल्यू काफी बड़ी है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि लेंथ बहुत बड़ी होगी और फार्मूला Formula सूत्र जो ऐसे मामले के लिए उपयोग किया जाता है अधिकतम लेंथ जो संभव है वह 2 की पावर एन माइनस 1 2 की पावर एन माइनस 1 ये सभी 0 0 0 0 वह विशेष स्टेट स्वीकार्य नहीं है बाकी चीजें मिल रही हैं ये बाकी चीजें घूम रही हैं तो n की बड़ी वैल्यू के लिए आप समझ सकते हैं कि ये लम्बी वैल्यू के बाद दोहराया जाएगा यह सीक्वेंस बहुत लंबा होगा और 0 और 1 की लगभग समान संभावना है जो इस विशेष सीक्वेंस में मौजूद है तो यह एक विशेष तरीका है जिसमें आप शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग करके सूडो रैंडम सीक्वेंस जेनेरेट Generate उत्पन्न कर सकते हैं और आपको कम से कम हार्डवेयर अतिरिक्त हार्डवेयर की जरूरत होती है और आप बहुत तेज़ स्थानांतरित कर सकते हैं इन चीजों को बहुत तेजी से किया जा सकता है अब यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आप जो फीडबैक लेते हैं किसी भी प्रकार का फीडबैक अधिकतम लेंथ नहीं देगा तो उदाहरण के लिए फिर से 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर के लिए हम x4 और x3 के बजाय यदि x 3 और x2 के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें XOR करके सीरियल इन के रूप में दिया गया है तो संबंधित पोलीनोमिअल है x3 x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 और हम इसे 1 1 1 1 के साथ इनिशियलाईज करते हैं तो यह सीरियल इन 0 है तो 0 1 1 1 और इस तरह से आप जारी रखते हैं f x3 x2 1 हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 1 1 0 बन जाता है उसके बाद यह 0 फिर से यहाँ आता है यह T है यह Q R S T है यह T यहाँ आता है तो यह 0 1 1 1 हो जाता है तो यह 0 1 1 1 1 फिर से यहां दोहराता है बेशक इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 तो इसकी साइकिल लेंथ 7 हो जाती है इससे पहले जब इसे x3 और x4 से लिया गया था तो x की पावर 3 और x की पावर 4 और यह 1 था यह अधिकतम लेंथ थी जो 15 संभव थी 0 0 0 0 0 को खारिज कर दिया गया था तो यह लॉक्ड रहेगा तो इस पर ध्यान देना है और यह हमें देता है प्रिमिटिव Primitive आदिम पोलीनोमिअल पर चर्चा को चर्चा में लाता है तो सभी पोलीनोमिअल हमें अधिकतम लेंथ नहीं देंगे तो जो हमें अधिकतम लेंथ देता है उसे प्रिमिटिव Primitive आदिम पोलीनोमिअल कहते हैं तो जो उदाहरण आप देख सकते हैं तो ये पोलीनोमिअल हैं जिन्हें किसी दिए गए डिग्री के लिए न्यूनतम संख्या में XOR गेट की आवश्यकता होती है तो एक टेबल प्रदान की तो डिग्री 2 3 4 6 7 के लिए तो x की पावर n प्लस x प्लस 1 जो कि एक प्रिमिटिव Primitive आदिम पोलीनोमिअल देगा यह यह ऐसा अकेला नहीं है मैं जल्द ही इसके बारे में और बताऊंगा लेकिन यह आपको एक प्रिमिटिव Primitive आदिम पोलीनोमिअल देगा तो उदाहरण के लिए यदि यह 7 है तो x की पावर 7 प्लस x प्लस 1 1 इनपुट है जो यहां आ रहा है तो सातवां फ्लिप फ्लॉप और पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट XOR करके इनपुट के रूप में दिया जाता है यह अधिकतम लेंथ देगा और अधिकतम अधिकतम लेंथ 2 की पावर 7 माइनस 1 होगी तो यह है कि यह वहाँ कैसे है तो 5 के लिए x की पावर 5 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 तक तो 8 9 10 तो यह वह है जो विभिन्न कॉम्बिनेशन जांच करने के बाद आया है अब इन मामलों में से प्रत्येक में जब आप इसे देखते हैं और जो आप पा सकते हैं कि नेसेसरी कंडीशन Necessary Conditionआवश्यक स्थिति यह पर्याप्त नहीं है जब आप इसे देखते हैं तो जो आप पा सकते हैं कि नेसेसरी कंडीशन Necessary Conditionआवश्यक स्थिति यह पर्याप्त नहीं है लेकिन यह आवश्यक है कि कनेक्शन की संख्या भी इवन हो कनेक्शन की संख्या x की पावर n और x तो x की जो x की पावर 7 के लिए x और पहला फ्लिप फ्लॉप और सातवां फ्लिप फ्लॉप है पांचवा और दूसरा आठवां छठा पांचवा और पहला तो नौंवां और चौथा दसवां और तीसरा तो हमने इसे 10 डिग्री के लिए दिखाया है लेकिन आप विस्तार कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमेशा कनेक्शन की संख्या इवन होती है और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कनेक्शन की संख्या को प्राइम जैसे 7 और 1 5 और 2 8 6 5 1 9 4 10 3 है यहाँ कोई भी कॉमन डिवीज़र नहीं है तो यह एक नेसेसरी कंडीशन Necessary Conditionआवश्यक स्थिति है लेकिन यह पर्याप्त स्थिति नहीं है यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात है यदि n बिट लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर के कनेक्शन सीक्वेंस जो प्रिमिटिव Primitive आदिम पोलीनोमिअल जेनेरेट कर रहा है वो n m l k और 0 n का अर्थ है कि यदि इसकी डिग्री 8 है तो आखरी फ्लिप फ्लॉप तो n और 0 वह इनपुट है जो यहाँ पर आ रहा है x की पावर 0 तो n और 0 हैं और इनके बीच में ये अलग अलग कनेक्शंस हैं फिर यदि यह एक प्रिमिटिव Primitive आदिम पोलीनोमिअल देता है तो n माइनस n n माइनस m n माइनस l n माइनस k n माइनस 0 ओर जो पहले वाला है वो आपको 0 देगा और आखरी वाला आपको n देगा तो मूल रूप से वे रहते हैं और दूसरी वैल्यू सिर्फ n माइनस उस कनेक्शन की संख्या है यह भी एक प्रिमिटिव Primitive आदिम पोलीनोमिअल देगा जो एक अधिकतम लेंथ सीक्वेंस और सूडो रैंडम संख्या उस लेंथ की मिलेगी उदाहरण के लिए इस मामले में यदि x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 एक प्रिमिटिव Primitive आदिम पोलीनोमिअल है तो n माइनस n x की पावर 5 माइनस 5 5 माइनस 2 और 5 माइनस 0 है तो x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 भी एक प्रिमिटिव Primitive आदिम पोलीनोमिअल है तो यदि आप इसे 5 और 3 से लेते हैं और XOR करें और इसे इनपुट के रूप में दें तो इससे भी अधिकतम लेंथ मिलेगी इस मामले में 2 की पावर 5 माइनस 1 लंबा सीक्वेंस मिलेगा जो सूडो रैंडम सीक्वेंस को दोहराएगा तो अब तक हमने जो चर्चा की थी वह एक्सटर्नल फीडबैक है तो लीनियर हो सकता है इंटरनल फीडबैक भी हो सकती है यदि प्रावधान है जिसके द्वारा ये पोलीनोमिअल जेनेरेट और इम्प्लीमेंट Implement कार्यान्वित किए जा सकते हैं तो इंटरनल इंटरनल फीडबैक का उपयोग करते हुए यदि हम पोलीनोमिअल x की पावर 4 x की पावर 3 प्लस 1 को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो एक्सटर्नल फीडबैक के मामले में अधिकतम लेंथ था जिसकी आपने पहले जांच की है तो फिर यह कैसा दिखेगा तो x की पावर 4 और x की पावर 3 को XOR करके यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के रूप में दिया है और निश्चित रूप से x की पावर 4 यह यहाँ 1 के रूप में आ रहा है x की पावर 0 f x4 x3 1 तो यह है कि यह इंटरनल फीडबैक के साथ कैसा लगेगा और इस इंटरनल फीडबैक के साथ यदि आप 1 1 1 1 के साथ इनिशियलाईज करते हैं और फिर आप पहले कुछ मामलों को देख सकते हैं जिन्हें आप जांच सकते हैं तो यहाँ S और T XOR हैं S और T XOR 1 और 1 हैं तो आउटपुट 0 है तो S और T तो यह आउटपुट 0 है तो 0 को यहां वापस दिया जाएगा तो अगली क्लॉक यह 0 हो रहा है और यह 1 था 1 यहाँ वापस दिया गया है और इन दो बाकि के 1 को यहाँ दिया जा रहा है यह दो 1 यहाँ दिया जा रहा है यह 1 यहाँ पर आ रहा है और 1 1 XOR 0 है तो यह 0 हो रहा है तो अगला यह 0 इस तरह से यहाँ आएगा यह दो 1 यहाँ पर जा रहे हैं और अब 1 और 0 XOR 1 है तो यह 1 यह 1 XOR 0 यहाँ आ रहा है तो यह वह तरीका है जिससे यह विकसित होगा और यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह 15 क्लॉक की पल्सेस के बाद 15 क्लॉक के ट्रिगर के बाद फिर से चार 1 पर आ रहा है तो यह भी x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 ने अधिकतम लेंथ दी बाहरी फीडबैक के लिए इंटरनल फीडबैक के लिए भी हम देखते हैं कि यह अधिकतम लेंथ दे रहा है लेकिन इस मामले में यह सूडो रैंडम सीक्वेंस जो जेनेरेट हो रहा है वह है 1 0 1 0 1 तो जो भी आप यहां देखते हैं और अन्य मामले के लिए हमने कुछ और देखा है तो वह संख्या जेनेरेट हो रही है और दिया गया है जैसा कि आप जानते हैं सीरियल इन अलग हो सकता है लेकिन अधिकतम लेंथ दोनों मामलों के लिए है तो यह एक महत्वपूर्ण बात है हम उस पर ध्यान देते हैं एक्सटर्नल फीडबैक के लिए प्रिमिटिव Primitive आदिम पोलीनोमिअल इंटरनल फीडबैक के लिए भी प्रिमिटिव Primitive आदिम पोलीनोमिअल अधिकतम के रूप में काम करता है और सूडो रैंडम सीक्वेंस जेनेरेट करता है अब हम फिर से इस विशेष व्यवस्था विन्यास को देखते हैं पहले यह वास्तव में केवल इंटरनल स्टेट वैल्यू और उत्पन्न होने वाले फीडबैक पर निर्भर था अब वहां फीडबैक है इसके अलावा हम एक एक्सटर्नल External बाहरी इनपुट डाल रहे हैं और यह देखना चाहेंगे कि क्या यह किसी काम का है हाँ यह महत्वपूर्ण उपयोग का है एरर कण्ट्रोल के लिए एरर कण्ट्रोल कोड को जेनेरेट करने के लिए और इसका उपयोग एक साइक्लिक रीडनडेन्सी चेक कोड सीआरसी कोड में किया जाता है तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा और देखेंगे कि यह कैसे उपयोगी है तो यहाँ जिस पोलीनोमिअल का इस्तेमाल किया है वह x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 है तो इसका मतलब है कि यह 1 2 3 है तो यह 1 यह 1 पहला वाला इसे वापस दिया जाता है यह x3 x1 है तो यह इंटरनल फीडबैक के माध्यम से है यह यहाँ दिया गया है और यह 1 जो यहाँ आ रहा है XOR हो रहा है आने वाले डाटा स्ट्रीम के साथ जिसे हम मैसेज Message संदेश कहते हैं जिसे हम कोड करना चाहते हैं g x3 x 1 तो x3 प्लस x XOR यहाँ जा रहा है और 1 यहाँ आ रहा है जो अब आने वाली डाटा स्ट्रीम के साथ XOR हो रहा है अब हम जो मैसेज Message संदेश दे रहे हैं उस पर विचार करें यह एक 7 बिट मैसेज Message संदेश है ये फ्लिप फ्लॉप शुरू में सभी क्लियर हो गए हैं इस रजिस्टर शिफ्ट रजिस्टर में और इस 7 बिट लंबे मैसेज Message संदेश के लिए हम हम तीन 0 जोड़ते हैं हम तीन 0 जोड़ते हैं जो यहां मौजूद वैल्यू तो दर्शाता है इन शिफ्ट रजिस्टर की इनिशियल वैल्यू को दर्शाता है अब यह इनपुट डाटा स्ट्रीम 7 बिट है और तीन 0 इसके साथ जोड़े गए हैं तो अब यह विशेष सर्किट क्लॉक की पल्स के साथ समय के साथ कैसे विकसित होता है D1 Sin ⊕ Q3 D2 Q1 ⊕ Q3 D3 Q2 Qn1 Dn तो यह क्लॉक पल्स 0 है यह सीरियल है तो इनिशियल वैल्यू 1 है तो यह 1 है जिसे आप यहां देख रहे हैं तो ये सभी तीन 0 हैं फिर क्या होता है यह 1 और 0 है यह 0 है तो D1 सीरियल इन है और Q3 के साथ XOR है सीरियल इन Q3 के साथ XOR है D2 D2 यह है Q1 और Q3 XOR हो रहे हैं और D3 केवल जो भी Q2 आउटपुट है जो कि Q2 है और हमेशा डी फ्लिप फ्लॉप के लिए हम जानते हैं कि जो भी Dn है वही क्यूएन प्लस 1 Qn1बन रहा है अगली क्लॉक वैल्यू पर तो हम इसे इस तरीके से जांच सकते हैं तो पहला मामला सीरियल इन 0 है सीरियल इन 1 है और Q3 0 है तो वैल्यू 1 है तो अगली क्लॉक में Q1 पर 1 जाता है फिर Q3 और Q1 XOR 0 है Q3 और Q1 XOR 0 है तो अगली क्लॉक में यह 0 हो जाता है और Q3 को क्या मिलेगा Q3 को जो कुछ भी D3 में है वह उसे मिल जाएगा D3 को Q2 मिलता है तो यह 1 है जो वहाँ होगा तो अगली वैल्यू 1 0 0 होगी इसके बाद 1 सीरियल इनपुट के रूप में आता है तो 1 और 1 1 और सीरियल इन और Q3 तो 1 और 0 तो 1 यहाँ आता है फिर Q1 और Q3 तो 1 और 0 तो यह 1 है तो 1 अगली क्लॉक में यहाँ आता है और Q2 Q3 में आता है अगली क्लॉक में तो यह 1 1 0 हो जाता है फिर 0 यहाँ आता है तो इस तरह से यह जारी रहता है और आप इन 0s को भी शामिल करते हैं तो 0 से 9 तो 10 क्लॉक पल्स हैं एक बार जब हम इस क्लॉक के 10 पल्स को पूरा कर लेते हैं तो हम जो देखते हैं उसकी वैल्यू 0 1 0 है जो रिमेंडर है तो अब जो रिमेंडर है हम उसे इस 7 मैसेज Message संदेश बिट्स के साथ चेक बिट्स के रूप में जोड़ देते हैं यदि मैसेज Message संदेश बिट उससे कम था या उससे अधिक तो उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे लेकिन ये तीन 0 हमेशा हमारी योजना में रहेंगे ये तीन 0 वहां होंगे तो अब यह वही है जो ट्रांसमिट हो रहा है यह मैसेज Message संदेश बिट्स ट्रांसमिट हो रहा है रिसीवर पर हम क्या करेंगे आप क्या करेंगे तो रिसीवर इन बिट्स को जो कुछ भी है उसे इनपुट के रूप में दिया जाएगा सर्किट समान होगा और इसे 0 0 0 के साथ इनिशियलाईज किया जाएगा और हम उसी तरीके से प्रकाशित करेंगे ठीक उसी तरह जिस तरह से यह ट्रांसमीटर में आगे बढ़ा था और रिसीवर पर जब प्रत्येक बिट उचित रूप से प्राप्त हो गयी है तो कोई एरर Error त्रुटि नहीं है तो रिमेंडर 0 0 0 हो जाएगा यदि रिमेंडर 0 0 0 के अलावा कुछ भी है तो इसका मतलब है कि यहां एरर Error त्रुटि है आने वाली स्ट्रीम में यहां एरर Error त्रुटि है और यह सीआरसी कोड विशेष रूप से बर्स्ट एरर Error त्रुटि का पता लगाने के लिए उपयोगी है बर्स्ट एरर का मतलब है नॉइज़ की वजह से सभी एक से अधिक बिट्स लगातार बिट्स गलत हो गए हैं एरर Error त्रुटि लगातार बिट्स में हो गई है तो यह सीआरसी कोड जनरेशन है और फिर यह रिसीवर पर पता लगाने के लिए और इस तरह से चेक बिट्स आ रहे हैं और वहां यह शिफ्ट रजिस्टर उपयोगी है LFSR के कई ऍप्लिकेशन्स हैं तो यहां मैंने कुछ को सूचीबद्ध किया है और उनमे से ज्यादातर सूडो रैंडम सीक्वेंस जेनेरेट करने की अपनी क्षमता से है यदि काउंटर को स्टेट्स जैसे की 0 0 0 1 0 0 1 0 होने की आवश्यकता नहीं है तो आप जिस तरह की जानकारी रखते हैं ये सेक्वेंशिअल Sequential क्रमिक संख्याएं जो आप जानते हैं वृद्धि की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार के स्टेट वहां हो सकते हैं और फिर एक तेज़ काउंटर हो सकता है पर्याप्त रूप से लंबी लेंथ का बना हुआ तो वह है n बिट के साथ हम 2 की पावर n माइनस 1 तक जा सकते हैं और इसका अन्य उपयोग टेस्ट पैटर्न जनरेशन में है जिसका उपयोग एप्लिकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट में फाल्ट टेस्टिंग के लिए किया जा सकता है स्क्रैम्ब्लिंग LFSR आउटपुट का एक और उपयोग है सूडो रैंडम सीक्वेंसेस मैसेज Message संदेश बिट के साथ XOR हो सकता है और परिणाम स्वरुप जो सिग्नल पैटर्न मिलता है वो नॉइज़ की तरह अधिक दिखेगा और मूल मैसेज Message संदेश को वापस पाने के लिए रिसीवर पर रिवर्स किया जा सकता है और इसका उपयोग क्रिप्टोग्राफी में भी किया जाता है जहां इनिशियल सीड जिससे सूडो रैंडम सीक्वेंस जेनेरेट होता है एक क्रिप्टोग्राफिक की के रूप में काम कर सकता है और एन्क्रिप्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है और रिसीवर पर डिक्रिप्शन के लिए और आपने पहले से ही इसके उपयोग को देखा है एरर कंट्रोल कोड साइक्लिक रीडनडेन्सी चेक चेक बिट्स जिस तरह से इसे रखा गया है और सीआरसी 16 ऐसी ही एक लोकप्रिय चीज है सीआरसी 32 भी है उदाहरण के लिए x की पॉवर 16 प्लस x की पॉवर 15 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 एक ऐसा पोलीनोमिअल हो सकता है और यह 16 बर्स्ट एरर तक और कई अन्य प्रकार के एरर Error त्रुटि का पता लगा सकता है g x16 x15 x2 1 तो इसके साथ हम निष्कर्ष निकालते हैं हमने देखा है कि LFSR का उपयोग प्रिमिटिव Primitive आदिम पोलीनोमिअल के माध्यम से सूडो रैंडम सीक्वेंस पर्याप्त रूप से लंबी लेंथ का जेनेरेट किया जा सकता है और प्रिमिटिव Primitive आदिम पोलीनोमिअल में भी जोड़े की संख्या इवन होनी चाहिए और कनेक्शन सूचकांक अपेक्षाकृत प्राइम होने की आवश्यकता है यह एक नेसेसरी कंडीशन Necessary Conditionआवश्यक शर्त है पर्याप्त नहीं है और सीआरसी कोड एरर कण्ट्रोल के लिए उपयोगी है क्योंकि एरर कण्ट्रोल कोड और LFSR का उपयोग क्रिप्टोग्राफी और स्क्रैम्ब्लिंग टेस्ट पैटर्न जनरेशन और कई अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है धन्यवाद